तो आखिरी कक्षा में हम नॉर्टन थ्योरम Nortons Theorem की मूल बातों के बारे में चर्चा की थी और हमने उन सोर्सेज की मदद से कुछ उदाहरण दिए जो उन सर्किटों में इंडिपेंडेंट थे अब आज की कक्षा में हम नॉर्टन थ्योरम Nortons Theorem पर अपनी चर्चा जारी रखते हैं लेकिन इस कक्षा में हम उन मामलों के बारे में अधिक चर्चा करेंगे जहाँ हमारे पास इंडिपेंडेंट सोर्स उपलब्ध हैं तो आइए हम नॉर्टन थ्योरम Nortons Theorem को देखें जिसकी हमने अंतिम कक्षा में चर्चा की थी नॉर्टन थ्योरम Nortons Theorem में कहा गया है कि लीनियर 2 टर्मिनल सर्किट को एक्विवैलेन्ट सर्किट से बदला जा सकता है जिसमें एक करंट सोर्स शामिल होता है जो रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल है जहाँ टर्मिनलों के माध्यम से करंट होती है और टर्मिनलों पर इनपुट या एक्विवैलेन्ट रेजिस्टेंस होता है जब इंडिपेंडेंट सोर्सेज को बंद कर दिया जाता है इंडिपेंडेंट सोर्स बंद हो गए वोल्टेज सोर्स शार्ट सर्किटेड होगा और करंट सोर्स ओपन सर्किटेड होगा तो अंत में हम नॉर्टन के बराबर होंगे और जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है जिसमें कुछ भी नहीं लेकिन शॉर्ट सर्किट करंट जो टर्मिनल ab और इनपुट रेजिस्टेंस के माध्यम से बह रहा है जिसे आप सर्किट को देखने पर देखेंगे आप इन 2 टर्मिनलों के माध्यम से देखते हैं कि इनपुट रेजिस्टेंस नॉर्टन रेजिस्टेंस Nortons resistance के अलावा कुछ नहीं होगा तो इस मामले में इंडिपेंडेंट या अज्ञात वेरिएबल और हैं और यह हमें पता लगाना है अब उसी तरह से पाया जा सकता है जैसे हमने को पाया था जो कि थेवेनिन रेजिस्टेंस था जिसे हमने थेवेनिन थ्योरम Thevenins theorem चर्चा में किया था और नॉर्टन एक्विवैलेन्ट Nortons equivalent करंट में हमें जो करना है उसके लिए हमें टर्मिनल a से b तक बहने वाले करंट प्रवाह को शॉर्ट सर्किट करना होगा तो नेटवर्क मान लीजिए यह आपका नेटवर्क है और आपके पास टर्मिनल a b है जैसे कि आपको बस शॉर्ट सर्किट करना है और शॉर्ट सर्किट करंट क्या है इसका मूल्य पता करें तो यह नेटवर्क लीनियर 2 टर्मिनल होगा क्या आप इन 2 टर्मिनलों में 2 शॉर्ट सर्किट चाहते हैं और सर्किट करंट के मूल्य का पता लगा सकते हैं तो वह सर्किट करंट नॉर्टन करंट Nortons current के अलावा कुछ नहीं होगा अब अंतिम कक्षा में हमने 2 मामलों पर चर्चा की हमने पहले मामले पर विस्तार से चर्चा की और हमने उल्लेख किया कि नॉर्टन रेजिस्टेंस Nortons resistance का पता लगाने के लिए वहां 2 मामले उपलब्ध हैं इसलिए अब मामले 1 में अंतिम कक्षा में हमने चर्चा की कि यदि नेटवर्क में कोई डिपेंडेंट सोर्स नहीं हैं तो हमें सभी इंडिपेंडेंट सोर्सेज को बंद करना होगा और उस स्थिति में नेटवर्क के इनपुट रेजिस्टेंस की टर्मिनलों a और b के बीच तलाश करेगा इसलिए जैसा कि हमने पिछले चित्र में देखा था तो जब आप टर्मिनल के माध्यम से देखते हैं यदि ये 2 टर्मिनल हैं और आप नॉर्टन रेजिस्टेंस Nortons resistance का पता लगाना चाहते हैं तो आपको इन 2 टर्मिनलों और रेजिस्टेंस के माध्यम से देखना होगा आप इन 2 टर्मिनलों से नॉर्टन रेजिस्टेंस Nortons resistance देखेंगे तो अब यह ऐसा मामला था जिसकी चर्चा हमने पिछली कक्षा में की थी आज की कक्षा में हम केस 2 के बारे में अधिक चर्चा करेंगे इसका मतलब है अगर नेटवर्क पर डिपेंडेंट सोर्स हैं तो उस स्थिति में हमें क्या करना है हमें केवल सभी इंडिपेंडेंट सोर्सेज को बंद करना होगा और हम डिपेंडेंट सोर्सेज को सर्किट के लिए छोड़ देंगे इसलिए उस मामले में जैसा कि थेवेनिन के साथ हमने पहले चर्चा की थी कि डिपेंडेंट सोर्सेज को बंद नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे सर्किट वेरिएबल्स द्वारा नियंत्रित होते हैं क्योंकि हमारे पास डिपेंडेंट सोर्सेज के मामले में निर्भरता है हम उन्हें सर्किट से नहीं निकाल सकते हैं हम सर्किट से जुड़े डिपेंडेंट सोर्सेज को रखकर नॉर्टन एक्विवैलेन्ट सर्किट Nortons equivalent circuit का एनालिसिस करते हैं अब इसे हल करने के लिए हमें टर्मिनलों पर वोल्टेज को लागू करना होगा और करंट और को निर्धारित करना होगा उसी तरह से जब हमने थेवेनिन एक्विवैलेन्ट का एनालिसिस किया और का मान पाया जो कि थेवेनिन रेजिस्टेंस है अब को खोजने के लिए हमें क्या करना है हमें पहले इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को 0 के बराबर सेट करना होगा मान लीजिए कि आपके पास इस तरह का नेटवर्क है जहां आपके पास 2 टर्मिनल हैं अब आपको का मान खोजने के लिए क्या करना है आपको टर्मिनल ab पर वोल्टेज सोर्स से जोड़ना होगा तो आप एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करेंगे जो शायद 1 वोल्ट या शायद किसी निर्दिष्ट मान के बराबर है हम आमतौर पर 1 वोल्ट रखते हैं क्योंकि यह आसान है के मूल्य का पता लगाने के लिए गणना को सरल करता है तो यह अनिवार्य नहीं है कि आप हमेशा 1 वोल्ट के बराबर रखें आप किसी भी मूल्य को ले सकते हैं और इस सर्किट को हल कर सकते हैं हम 1 वोल्ट लेते हैं क्योंकि यह आसान है अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास नॉर्टन रेजिस्टेंस Nortons resistance है जब हमारे पास 1 होगा केवल उस करंट का पारस्परिक होगा जो टर्मिनल a b से बह रही है तो इन समीकरणों का उपयोग करके आप आसानी से नॉर्टन रेजिस्टेंस Nortons resistance का मूल्य जान सकते हैं अब अगला हमें नॉर्टन करंट Nortons current के मूल्य का पता लगाने की आवश्यकता है जिसका अर्थ है कि आपको टर्मिनलों को a और b को शॉर्ट सर्किट करना होगा तो आपके पास नेटवर्क है आपके पास टर्मिनल्स a b है अब आपको शॉर्ट सर्किट करंट के मूल्य का पता लगाने की आवश्यकता है इसका मतलब है कि आपको पहले दोनों टर्मिनलों में शॉर्ट सर्किट करना होगा और टर्मिनल a b के माध्यम से बहने वाले शॉर्ट सर्किटेड करंट के मूल्य का पता लगाना होगा तो इसके लिए आपको क्या करना है आपको बस KVL या KCL को लागू करना होगा जो उस सर्किट के लिए उपयुक्त हो तो शॉर्ट सर्किट करंट का मान ज्ञात कीजिए तो यह शॉर्ट सर्किट करंट कुछ भी नहीं लेकिन नॉर्टन करंट Nortons current होगा और अंतिम सर्किट जो आपको मिलेगा वह करंट सोर्स होगा जो कि है और पैरेलल में नॉर्टन रेजिस्टेंस Nortons resistance होगा और वह ab है तो आप बस उस अज्ञात को बदल देंगे जो नॉर्टन एक्विवैलेन्ट Nortons equivalent के साथ टर्मिनल नेटवर्क के लिए लीनियर है तो हम कैसे करेंगे आइए हम एक उदाहरण लें ताकि हम इस अवधारणा को स्पष्ट रूप से समझ सकें मान लीजिए सर्किट जैसा कि हम आकृति में देख रहे हैं और हमें नॉर्टन एक्विवैलेन्ट Nortons equivalent का पता लगाने की आवश्यकता है यदि आप इस सर्किट को देखते हैं तो आप देखेंगे कि एक डिपेंडेंट करंट सोर्स और एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है डिपेंडेंट करंट सोर्स करंट सोर्स करंट सोर्सेज का मूल्य है उस करंट पर निर्भर है जो 4 ओम रेजिस्टेंस से बह रही है अब नॉर्टन रेजिस्टेंस Nortons resistance का पता लगाने के लिए हमें क्या करना है हमें पहले इंडिपेंडेंट सोर्सेज को 0 के बराबर सेट करना होगा लेकिन डिपेंडेंट सोर्सेज को छोड़ दें क्योंकि यह सर्किट में है हम वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करते हैं और करंट सोर्स को छोड़ देते हैं तो क्या होगा अब वोल्टेज सोर्स शार्ट सर्किटेड है आप करंट सोर्स को छोड़ रहे हैं क्योंकि यह नेटवर्क में है क्योंकि यह एक डिपेंडेंट करंट सोर्स है और फिर आपके पास 5 ओम रेजिस्टेंस है जो कि सर्किट में करंट सोर्स के साथ पैरेलल रूप से होता है 4 ओम रेजिस्टेंस को अब शार्ट सर्किटेड किया जाता है क्योंकि जो वोल्टेज यहां उपलब्ध था हमने उस वोल्टेज सोर्स को शार्ट सर्किटेड किया अब के मूल्य का पता लगाने के लिए कि हमें क्या करना है हमें बाहरी वोल्टेज की आपूर्ति V से करना होगा और के मूल्य का पता लगाना होगा जो इस बाहरी वोल्टेज सोर्स से बह रहा है अब यदि आप इस सर्किट को देखते हैं तो सर्किट का यह सेगमेंट क्या है वहां क्या है आप देखेंगे कि यह शॉर्ट सर्किट कम्पार्टमेंट है क्योंकि वोल्टेज सोर्स के कारण हमने शॉर्ट सर्किट किया है तो 4 ओम रेजिस्टेंस जो आप यहां देख रहे हैं वह अब शार्ट सर्किटेड है तो क्या होता है जब आप शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस करते हैं इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस के माध्यम से बहने वाली करंट 0 होगी क्योंकि इसमें कम से कम रेजिस्टेंस होगा और पूरा करंट शॉर्ट सर्किट वायर से गुजरेगा अर्थात इसका मान 0 के बराबर होगा अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं क्योंकि0 के बराबर है इसका मतलब यह है की करंट सोर्स जो है वह भी 0 के बराबर होगा अब क्या होता है जब 0 के बराबर होता है तो आपके पास यह कॉम्पोनेन्ट 0 होता है जो बाहरी वोल्टेज से केवल 5 ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से बह रहा है तो हम करंट क्या प्राप्त करते हैं A अब यदि आप सीधे इस चित्र से देखते हैं यदि आप यहां वोल्टेज की आपूर्ति लागू नहीं करते हैं तो भी आप नॉर्टन रेजिस्टेंस Nortons resistance की गणना कर सकते हैं क्यों आप इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि यह किसी भी तरह से शार्ट सर्किटेड है तो यह कम्पार्टमेंट बाहर है यह अब 0 है क्योंकि मान 0 है इसलिए आप केवल 5 ओम रेजिस्टेंस के साथ बचे हैं जो टर्मिनल ab से देखने पर अंत में आपका इनपुट रेजिस्टेंस होगा तो आप सीधे कह सकते हैं कि नॉर्टन रेजिस्टेंस Nortons resistance 5 ओम होगा तो आप केवल यह सत्यापित कर सकते हैं कि आपको से जो मिला है वह 5 ओम के अलावा और कुछ नहीं है जिसे आप निरीक्षण के माध्यम से भी जान सकते हैं अब अगला कार्य यह है किके मूल्य का पता कैसे लगाया जाए अर्थात शॉर्ट सर्किटेड करंट टर्मिनल ab के माध्यम से बहने वाली शॉर्ट सर्किटेड करंट है तो हमें क्या करना है कि हमें टर्मिनलों ab को बस शॉर्ट सर्किट करना है अब हमने मान लिया है कि शॉर्ट सर्किट करंट है जो नॉर्टन करंट Nortons current के अलावा कुछ भी नहीं है और आपके पास सर्किट है जो आपको शॉर्ट सर्किट टर्मिनल a b के माध्यम से बहने वाली शॉर्ट सर्किट करंट के मूल्य का पता लगाने की आवश्यकता है अब यदि आप यह चित्र देखते हैं कि 4 ओम रजिस्टर 10 वोल्ट वोल्टेज सोर्स के साथ पैरेलल में है और 4 ओम रजिस्टर डिपेंडेंट करंट सोर्स के साथ भी पैरेलल है तो इसका मतलब है यदि आप इस विशेष सेगमेंट को शार्ट सर्किटेड देखते हैं तो आखिरकार आप यहां जो प्राप्त कर रहे हैं वह 5 ओम रेजिस्टेंस वोल्टेज सोर्स के पैरेलल के अलावा कुछ नहीं है क्योंकि यह पैरेलल में होगा और फिर आपके पास का डिपेंडेंट करंट सोर्स होगा तो यह आपको तब मिलता है जब आप सर्किट का निरीक्षण करते हैं और आपका टर्मिनल a b कहां है टर्मिनल a b यहां होगा ठीक है तो अब यह एक सरलीकृत सर्किट है जो आपको यहां से मिलेगा जब आप इसे देखते हैं तो आपको करंट का मान मिलता है जो 4 ओम रेजिस्टेंस से प्रवाहित होता है 4 ओम रेजिस्टेंस क्योंकि आप इस नोड 1 और नोड 2 पर वोल्टेज को देखते हैं जो कि कुछ भी नहीं है लेकिन वोल्टेज 4 ओम रेजिस्टेंस पर भी लागू होता है तो इस अपडेटेड सर्किट की मदद से आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि का मूल्य कुछ भी नहीं है लेकिन यह मूल्य वोल्टेज सोर्स 10 का 4 ओम रेजिस्टेंस से विभाजित किया तो अब आप का मान प्राप्त करते हैं जब आपको का मूल्य मिलता है तो आपको नोड पर KCL चलाना होगा और शॉर्ट सर्किट करंट का मूल्य ज्ञात करना होगा इसलिए यदि आप यहां देखते हैं कि शॉर्ट सर्किट करंट का मूल्य पहले 10 को 5 से विभाजित किया गया है क्योंकि यदि आप इस चित्र को देखते हैं तो यह फिर से 10 वोल्ट के पैरेलल है तो आप प्राप्त करें यह आपके नॉर्टन करंट Nortons current है और 5 ओम नॉर्टन रेजिस्टेंस Nortons resistance है जिसकी आपने गणना की है तो इस तरह से आप नॉर्टन एक्विवैलेन्ट सर्किट Nortons equivalent circuit का पता लगा सकते हैं जो उदाहरण में दिया गया था अब हम एक और मामला देखते हैं जो हमारे पिछले उदाहरण से अलग है इस मामले में हमें नॉर्टन एक्विवैलेन्ट Nortons equivalent का पता लगाने की आवश्यकता है लेकिन महत्वपूर्ण बात जो हम यहां देखते हैं कि इस सर्किट में कोई इंडिपेंडेंट वोल्टेज या करंट सोर्स नहीं है तो उस मामले में क्या होगा इसलिए जब आप सबसे दाहिने टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट करते हैं अगर आप शॉर्ट सर्किट करते हैं तो करंट 0 होगा क्यों क्योंकि सर्किट में कोई अन्य सोर्स उपलब्ध नहीं है जो करंट की आपूर्ति कर सकता है तो अगर यह इस तरह से ओपन सर्किटेड किया गया है तो करंट 0 होगा भले ही यह शार्ट सर्किटेड करंट हो फिर भी 0 होगा क्योंकि जो सोर्स इस करंट की आपूर्ति कर सकता है वह सर्किट और इस डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स में उपलब्ध नहीं है जो हम यहां देखते हैं कि करंट के मूल्य पर निर्भर करता हैं तो आप क्या कह सकते हैं कि आपके पास हमेशा ओपन सर्किटेड वोल्टेज 0 है शॉर्ट सर्किट करंट भी 0 है तो इसका मतलब है कि आपको नॉर्टन करंट Nortons current का मूल्य ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप नॉर्टन करंट Nortons current का पता नहीं लगा सकते हैं क्योंकि हम देखते हैं कि वहाँ कोई नहीं है कोई भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज या करंट सोर्स नहीं है इसलिए हमें आगे क्या करने की आवश्यकता है हमें नॉर्टन रेजिस्टेंस Nortons resistance के मूल्य का पता लगाना होगा इसलिए हम क्या करेंगे क्योंकि हमारे पास कोई इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है और का मान 0 है इसलिए नॉर्टन रेजिस्टेंस Nortons resistance के मूल्य का पता लगाने के लिए हमने सिर्फ 1 एम्पीयर सोर्स को बाहरी रूप से रखा और पूरे टर्मिनल में वोल्टेज को मापा तो हम कहते हैं कि टर्मिनल पर वोल्टेज है और हम इन 2 टर्मिनलों पर 1 एम्पीयर करंट सोर्स लगाते हैं और का मान ज्ञात करते हैं अब का मूल्य जो नॉर्टन रेजिस्टेंस Nortons resistance होगा अब यदि आप चित्र देखते हैं तो आप क्या मान सकते हैं कि 1 A हैं क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में हैं इसलिये तो आपको मूल्य मिलता है फिर सर्किट के नॉर्टन एक्विवैलेन्ट Nortons equivalent जो उदाहरण में दिया गया है बिना किसी मौजूदा सोर्स के केवल 06 ओम रेजिस्टेंस होगा तो इसका मतलब है कि इस मामले में 0 होगा तो अब आइए हम जानते हैं कि थेवेनिन और नॉर्टन एक्विवैलेन्ट Thevenins and Nortons equivalent के मामले में हमने क्या चर्चा की थेवेनिन या नॉर्टन एक्विवैलेन्ट सर्किट Nortons equivalent circuit को 2 नेटवर्क में विभाजित किया जा सकता है जैसा कि हम देखते हैं कि आपके पास सर्किट के 2 सेक्शन हैं आप कह सकते हैं कि यह सेक्शन नेटवर्क A है और जहाँ आपको लोड या रेजिस्टेंस दिखाई देता है जहाँ आपकी रुचि वोल्टेज या करंट के मान का पता लगाने के लिए है जिसे मुख्य सर्किट से अलग किया जाएगा और इसे नेटवर्क B कहा जाता है तो आप पूरे सर्किट को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं एक नेटवर्क A है दूसरा नेटवर्क B है तो आगे क्या है वह नेटवर्क A या तो थेवेनिन या नॉर्टन एक्विवैलेन्ट Nortons equivalent का मूल्यांकन करने के लिए सरलीकृत है तो आप देखेंगे कि टर्मिनल AB यहां बाईं ओर थेवेनिन और नॉर्टन के बराबर होगा ताकि आप इसे रेजिस्टेंस के बराबर जोड़कर हल कर सकें या जो कि नेटवर्क B है और में सर्किट वेरिएबल्स का पता लगा सके तो हम थेवेनिन थ्योरम Thevenins theorem के मामले में क्या करते हैं इसलिए किसी भी लीनियर सर्किट को देखते हुए हम इसे 2 नेटवर्क A और B के रूप में 2 वायरो से जोड़ते हैं तो इस सर्किट A में इसे सरल किया जाएगा फिर यह B अछूता होगा अगर डिपेंडेंट सोर्स हैं तो इसके नियंत्रण वेरिएबल समान नेटवर्क में होना चाहिए इसका मतलब है कि अगर सर्किट में एक डिपेंडेंट सोर्स है तो वेरिएबल भी उसी सर्किट में होना चाहिए तो दोनों एनालिसिस के लिए नेटवर्क A के अंदर होना चाहिए अब नेटवर्क को डिस्कनेक्ट करें नेटवर्क A के टर्मिनल पर एक V वोल्टेज ओपन सर्किटेड परिभाषित किया जाए इसका मतलब है कि हम इन 2 टर्मिनलों पर लागू करेंगे और नेटवर्क A में प्रत्येक इंडिपेंडेंट सोर्स को बंद या शून्य कर देंगे फिर एक निष्क्रिय नेटवर्क बनाए तो क्या होगा लेकिन हमें डिपेंडेंट सोर्सेज को अपरिवर्तित छोड़ना होगा तो इससे आपको क्या मिलेगा हम नेटवर्क A के टर्मिनलों पर इनपुट रेजिस्टेंस प्राप्त करेंगे और जब हमें इनपुट रेजिस्टेंस मिलता है तो हम फिर से सभी इंडिपेंडेंट सोर्सेज को वापस रख देते हैं इसका मतलब है कि जब हमने सर्किट के इनपुट रेजिस्टेंस को पाया तो हमने करंट सोर्स पर केवल वोल्टेज सोर्स और ओपन सर्किटेड को शार्ट कर दिया

इसलिए हम फिर से इंडिपेंडेंट सोर्सेज को सर्किट में वापस डाल देंगे और फिर हम वोल्टेज को देखेंगे जो नेटवर्क A के टर्मिनल पर ओपन सर्किटेड वोल्टेज है थेवेनिन के विपरीत हमारे पास नॉर्टन थ्योरम Nortons Theorem है क्योंकि इस मामले में ओपन सर्किटेड वोल्टेज के बजाय हमें सर्किट करंट का पता लगाने की आवश्यकता है तो यहाँ भी कोई लीनियर सर्किट दिया गया है आपको इसे 2 नेटवर्क के रूप में पुनर्व्यवस्थित करना है जो A और B है जो 2 वायरो से जुड़े हैं नेटवर्क A सरलीकृत किया जाने वाला नेटवर्क है और B को इस मामले में अछूता छोड़ दिया जाएगा इस थेवेनिन थ्योरम Thevenins theorem के मामले भी डिपेंडेंट सोर्सेज और इसके नियंत्रण वेरिएबल एक ही नेटवर्क में होना चाहिए अब हम नेटवर्क B को काटते हैं शॉर्ट सर्किट करंट परिभाषित करते है इसलिए आप इन 2 टर्मिनलों को शॉर्ट सर्किट करेंगे और नेटवर्क में डिपेंडेंट सोर्सेज को रखते हुए एक निष्क्रिय नेटवर्क बनाने के लिए नेटवर्क A टर्न ऑफ़ या नेटवर्क के प्रत्येक इंडिपेंडेंट सोर्स के माध्यम से बहने वाले सर्किट करंट का मान ज्ञात करते हैं अब फिर से हमें इनपुट रेजिस्टेंस का पता लगाना होगा इसलिए यदि आप थेवेनिन और नॉर्टन थ्योरम Nortons Theorem देखते हैं तो इनपुट रेजिस्टेंस दोनों ही मामलों में एक ही है एकमात्र शॉर्ट सर्किट करंट है जिसे हमें नॉर्टन एक्विवैलेन्ट Nortons equivalent होने की स्थिति में पता लगाना होगा जबकि थेवेनिन के मामले में हमें ओपन सर्किटेड वोल्टेज का पता लगाने की आवश्यकता है इसलिए यदि आप थेवेनिन एक्विवैलेन्ट के बराबर खुलते हैं तो यह होगा और रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में के अलावा कुछ भी नहीं है तो यह थेवेनिन एक्विवैलेन्ट होगा जबकि नॉर्टन के मामले में आपके पास करंट होगा जो शॉर्ट सर्किट करंट है या आप कह सकते हैं कि यह नॉर्टन करंट Nortons current है और फिर पैरेलल में आपके पास रेजिस्टेंस होगा जो नॉर्टन रेजिस्टेंस Nortons resistance होगा के लिए हमने जो एनालिसिस किया उसे समान पाया गया हैं तो दोनों ही मामलों में रेजिस्टेंस समान होगा शॉर्ट सर्किट करंट या ओपन सर्किटेड वोल्टेज का पता लगाने के मामले में परिवर्तन होगा तो इसके साथ हम आज के सत्र को बंद कर देते हैं तो इस सत्र में हमने नॉर्टन एक्विवैलेन्ट Nortons equivalent का एनालिसिस किया जब डिपेंडेंट सोर्स उपलब्ध थे धन्यवाद